तो हीट एक्सचेंजर मेरा मतलब है जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैंआप पहले से ही तीन प्रकार देख चुके हैं आपने शेल ट्यूब देखा है आपने डबल पाइप देखा है और आपने प्लेट प्लेट हीट एक्सचेंजर्स देखे हैं वे अलग अलग उपयोग क्यों कर रहे हैं तो आप पहले से ही तीन अलग अलग प्रकारों का अनुभव कर चुके हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के ताप विनिमायकों की आवश्यकता क्यों है आप शेल और ट्यूब का उपयोग क्यों करते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो आज समझाएंगे लेकिन क्या आपने इसके बारे में सोचा है ठीक आइए एक सरल प्रश्न पूछें हमारे पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर लैब क्यों है शेल और ट्यूब क्यों नहीं प्रयोगशाला प्रयोग का उद्देश्य क्या है उन सभी के लिए आपको गर्मी हस्तांतरण गुणांक की आवश्यकता होगी इसका ऊष्मा विनिमय जो इन सभी प्रकारों में एक द्रव और दूसरे द्रव के बीच हो रहा है उसका कोई अपवाद नहीं है और इन सभी प्रकारों में दो तरल पदार्थ जो गर्मी का आदान प्रदान कर रहे हैं वे वैसे भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं आपके पास एक ट्यूब है मूल रूप से आपके बीच में एक दीवार है और गर्मी तरल पदार्थ से दीवार तक और दीवार से दूसरे तरल पदार्थ तक पहुंचाई जाती है तो यह इन तीनों के लिए सामान्य है तो हम अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग क्यों करते हैं ठीक है तो एक संभावना सतह क्षेत्र है गर्मी ले जाया गया तो दक्षता है ठीक मैं अभी भी समान इनलेट और आउटलेट तापमान के साथ एक ही हीट एक्सचेंजर का उपयोग कर सकता था इसलिए जो वास्तव में मायने रखता है वह है ये दो पहलू न केवल तापमान दक्षता को वास्तव में दो तरीकों से देखा जा सकता है एक मैं कहूंगा कि परिवहन बल्कि गर्मी परिवहन दक्षता हम वास्तव में लाइन के नीचे ज्यादातर दो व्याख्यान परिभाषित करेंगे इस प्रकार के उपकरणों के लिए दक्षता को कैसे परिभाषित किया जाए और आप उस पहलू का उपयोग हीट एक्सचेंजर उपकरण को डिजाइन करने में कैसे करते हैं आपको संवेग परिवहन की दक्षता के बारे में भी चिंता करनी थी यही वह जगह है जहाँ दबाव ड्रॉप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए आपके द्वारा चुने गए तरल पदार्थ की प्रकृति के आधार पर जैसा कि उन्होंने तरल पदार्थ की चिपचिपाहट और अन्य गुणों के आधार पर सही बताया आपको लाभ को अधिकतम करने के लिए अलग अलग हीट एक्सचेंजर का उपयोग करना होगा जो आपको मिलेगा ऊर्जा की बचत और अधिकतम ऊष्मा परिवहन भी प्राप्त करना यह सही है क्योंकि पम्पिंग की लागत कम से कम होगी यदि आपके पास उच्च दबाव ड्रॉप है तो यदि आप एक चिपचिपा द्रव पंप करना चाहते हैं तो आप इसे प्लेट हीट एक्सचेंजर में कभी नहीं करना चाहते हैं मैं वास्तव में स्केच करूंगा कि ये प्लेट हीट एक्सचेंजर्स और समानांतर प्लेट हीट एक्सचेंजर्स कैसे दिखते हैं और आप एक छोटे ट्यूब व्यास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं जिसे आप जानते हैं और ट्यूब आपके पास ट्यूब है जो कि बहुत छोटा व्यास है ट्यूब के अंदर उन तरल पदार्थ को परिवहन के मामले में आपको एक बहुत ही गंभीर समस्या होगी तो इसलिए डिजाइन पहलू चलन में आते हैं जैसे कि हीट एक्सचेंजर के किस हिस्से में आपको किस तरह का तरल पदार्थ प्रवाहित करना है तो आप नहीं कर सकतेइसलिए कोई विशेष कारण नहीं है वास्तव में आपके प्रयोगशाला प्रयोगों का कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल को अंदर की नली में और पानी को बाहर की तरफ क्यों रखना चाहिएऔर इसका एक विशिष्ट कारण यह है कि ऐसा करने का एक बहुत मजबूत कारण नहीं है लेकिन विशेष रूप से प्रयोगशाला प्रयोगों के दृष्टिकोण से हाँ गर्म द्रव आपका मोनो एथिलीन ग्लाइकोल है हम मोनो एथिलीन ग्लाइकोल को ठंडा कर रहे हैं इसलिए यदि आप अब मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल को बाहरी ट्यूब में प्रवाहित करते हैं तो आपको उस गर्मी की मात्रा के बारे में भी चिंता करनी होगी जो आसपास के वातावरण में खो जाती है तो यह उस उद्देश्य के लिए है कि इसे अंदर बहने के लिए बनाया गया है तो यह ठीक काम किया गया है इसलिए जब आप इस तरह के हीट एक्सचेंजर्स को डिजाइन करते हैं तो पंपिंग लागत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होती है तो इसके आधार पर वास्तव में हीट एक्सचेंजर्स को दो व्यापक वर्गीकरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है तो एक को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर कहा जाता है और दूसरे को ट्रांसम्यूरल कहा जाता है तो सभी हीट एक्सचेंजर्स जिन्हें आपने देखा है या जिनके बारे में सुना है वे सभी मुख्य रूप से ट्रांसम्यूरल हैं यानी सीधे संपर्क में कोई हीट एक्सचेंजर्स नहीं है जिसका हमने पिछले व्याख्यान में संक्षेप में उल्लेख किया था तो सीधे संपर्क संक्षेपण के मामले मेंतो सीधा संपर्क हीट एक्सचेंजर वह जगह है जहां द्रव वास्तव में सीधे दूसरे तरल पदार्थ के संपर्क में होता है ट्रांसम्यूरल वह जगह है जहां आपके पास एक ठोस होता है जो उदाहरण के लिए धातु की तरह अंदर मौजूद होता है और वह धातु गर्मी परिवहन के लिए वाहक के रूप में कार्य करता है तो ट्रांसम्यूरल हीट एक्सचेंजर्स में आपको गर्मी परिवहन के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है तो सीधे संपर्क के विपरीत आपको इस विशेष मामले के लिए एक वाहक की आवश्यकता है ठीक है तो निश्चित रूप से सीधे संपर्क में आपके पास दो संभावनाएं हो सकती हैं आपके पास सीधा संपर्क संक्षेपण हो सकता है जिसे हमने कल पहले ही संक्षेप में समझाया था और आप सीधे संपर्क वाष्पीकरण कर सकते हैं तो ध्यान दें कि इन दोनों में एक चरण परिवर्तन शामिल है और निश्चित रूप से आप उम्मीद करेंगे कि ये दो तरल पदार्थ अदृश्य हों अन्यथा उद्देश्य खो गया है यदि उनके तरल पदार्थ गलत हैं तो इस प्रकार के गर्मी परिवहन के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है प्रक्रिया ठीक है अब ट्रांसम्यूरल में आपके पास वास्तव में दो प्रकार हो सकते हैं एक आपके पास एक स्थिति है जहां दोनों तरल पदार्थों का केवल एक चरण शामिल होता है और एक जिसमें कई चरण होते हैं उदाहरण के लिए कई चरण शामिल हैं यह वाष्प धारा और तरल धारा की तरह हो सकता है या आपके पास संक्षेपण प्रक्रिया हो सकती है या आपके पास उबलने की प्रक्रिया हो सकती है आदि ठीक है तो एकल चरण में आपके पास तीन प्रकार हैं ठीक तो यह तीन प्रकार वास्तव में ज्यामितीय वर्गीकरण पर आधारित हैं तो आपके पास डबल पाइप है और आपके पास कॉम्पैक्ट हो सकता है और आपके पास शेल और ट्यूब ठीक है इसलिए आम तौर पर जब आपके पास कई चरण होते हैं तो ज्यामितीय वर्गीकरण तो यह ज्यामिति वर्गीकरण है ये तीनों ज्यामितीय वर्गीकरण पर आधारित हैं और सिद्धांत रूप में तब भी जब आपके पास कई चरण शामिल हों आप इन तीनों का उपयोग उन तीन कारकों के आधार पर कर सकते हैं जो हम वास्तव में करते हैं कुछ देर पहले चर्चा की जैसे हीट एक्सचेंजर डिजाइन करते समय आपको किन महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना चाहिए तो याद रखें कि यदि आपके पास कई चरण हैं तो हम कहते हैं कि चरण में से एक है हम कहते हैं कि भाप को संघनित करना यह एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जहाँ भाप अब हीट एक्सचेंजर के माध्यम से पारित की जाती है और भाप संघनित होती है और अब अव्यक्त गर्मी का उपयोग किया जाता है दूसरे तरल पदार्थ को गर्म करें तो आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आप किस प्रकार के ताप विनिमायक चुनते हैं क्योंकि अब आपको भाप पंप करना है जो वाष्प चरण में है और भाप का घनत्व पानी के घनत्व जितना अधिक नहीं है तो आपको उस सब को ध्यान में रखना होगा जब आप वास्तव में डिज़ाइन करते हैं और जब आप चुनते हैं कि किस प्रकार का हीट एक्सचेंजर उपयोग किया जाता है तो ठीक है तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कई चरणों में आप तरल से गैस चरण या गैस चरण से तरल चरण में जा रहे होंगे इन दोनों मामलों में और आपको यह तय करना होगा कि आप किसका उपयोग करना चाहते हैं जब आपके पास तरल होता है तो आप शायद कभी भी डबल पाइप का उपयोग नहीं करेंगे गैस या गैस से तरल जब आपके पास कई चरण होते हैं और हम देखेंगे कि थोड़ी देर में ऐसा क्यों है ठीक है तो कोई भी आसानी से महसूस कर सकता है कि हीट एक्सचेंजर्स वास्तव में वर्कहॉर्स हैं आपके पास सिर्फ रसायन ही नहीं कई उद्योगों का वर्कहॉर्सयह बेशक रसायन रासायनिक उद्योग पेट्रोकेमिकल का एक वर्कहॉर्स है लेकिन इसके अलावा फार्मा में इसका मजबूत प्रभाव हैफार्मास्युटिकल कंपनियों में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे हीट एक्सचेंजर्स दिखाई देंगे क्योंकि इनमें से कुछ दवाएं जो वे बनाती हैं वे हमेशा कमरे के तापमान पर नहीं बनती हैं वे सभी रिएक्टरों में बनी होती हैं तो वास्तव में दवा कंपनियों में यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि जिस सटीकता के साथ आप दवा बनाना चाहते हैं वह काफी अधिक है आप दवा की संरचना की शुद्धता पर कभी भी त्याग नहीं करना चाहेंगे तो सामग्री का तापमान जो रिएक्टर में दवा में परिवर्तित होने के लिए जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए हीट एक्सचेंजर्स और हीट एक्सचेंजर्स का सटीक डिजाइन और हीट एक्सचेंजर्स का कुशल उपयोग फार्मा उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वे उदाहरण के लिए जैव रासायनिक उद्योगों में भी एक मजबूत भूमिका निभाते हैंआप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे आप में से कुछ लोग यह जान सकते हैं कि टीका कैसे बनता हैआप में से कितने लोगों ने टीकाकरण किया है मुझे यकीन है कि आपके जीवन में अब तक सभी ने कभी न कभी टीकाकरण किया है तो आप जानते हैं कि टीके प्रत्यक्ष रसायन नहीं होते हैं कुछ टीके क्षीण सूक्ष्मजीव होते हैं ठीक है तो कुछ टीके वे क्षीण हो जाते हैं आमतौर पर पराबैंगनी विकिरण सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हुए और कुछ टीके वास्तव में उत्पन्न होते हैं जो सूक्ष्मजीवों में उत्पन्न होते हैं तो जिस तरह से दूसरा काम करता है वह यह है कि आप कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हैं जो कुछ रसायनों को स्रावित कर सकते हैं कुछ यौगिक जो इसे स्रावित कर सकते हैं तो आप उस जीव में बदलाव करते हैं जिसे आप धोखा देते हैं और आप इसे मेकअप में बदल देते हैं और फिर आप उस विशेष टीके की बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए इसे बनाते हैं तो यह किया जाता हैइसलिए इन्हें कहा जाता हैतो आपके पास जैव रासायनिक रिएक्टर हैं जैव रासायनिक रिएक्टर जिनका उपयोग इनमें से कुछ टीकों को थोक मात्रा में बनाने के लिए किया जा सकता है इसलिए याद रखें कि जब कोई टीका बाजार में आता है तो आपको वास्तव में कई लाख और लाखों शीशियों की आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो टीका लगवाना चाहते हैं तो आम तौर पर वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए यदि पहला मार्ग जो उपयोग किया जाता है और अन्य सभी टीकाकरण आमतौर पर यह दूसरा मार्ग होता है जिसका उपयोग हमेशा सत्य नहीं होता है लेकिन आमतौर पर ठीक होता है इसलिए यहां अच्छी गुणवत्ता वाले टीके और अच्छी मात्रा में वैक्सीन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक प्रतिक्रिया का सटीक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए रिएक्टर में उत्पादित होने वाले टीके की मात्रा का परिमाणीकरण एक मजबूत कार्य है यह उस तापमान का एक मजबूत कार्य है जिस पर रिएक्टर संचालित होता है आप अपनी प्रतिक्रिया इंजीनियरिंग कक्षा में तापमान नियंत्रित प्रतिक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ देखेंगे लेकिन यह यहां बहुत मजबूत भूमिका निभाता है तो इनमें से कुछ तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग किया जाता है और इसलिए आप देख सकते हैं कि वे सर्वव्यापी रूप से बहुत सारे उद्योगों में पाए जाते हैं जो उपयोगी हैं वास्तव में हम नहीं जानते कि इनमें से कई स्थानों पर हीट एक्सचेंजर का उपयोग किया जाता है हम यह देखने जा रहे हैं कि विभिन्न ताप विनिमायकों के गुण क्या हैं वे कैसे दिखते हैं क्या विशेषताएं हैं फिर हम यह देखने जा रहे हैं कि हीट एक्सचेंज प्रक्रिया को कैसे निर्धारित किया जाए तो याद रखें कि यहां मापने योग्य मात्राएं इनलेट और आउटलेट तापमान और प्रवाह दर हैं जो कि आप सभी ने अपने प्रयोगशाला प्रयोग डबल पाइप प्रयोगों में मापा है आप जानते हैं कि प्रवाह दर क्या हैंआप जानते हैं कि इनलेट और आउटलेट तापमान क्या हैं तो इस प्रयोगात्मक रूप से मापने योग्य जानकारी के आधार पर हम गर्मी परिवहन की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं और क्या हम उस जानकारी का उपयोग किसी दिए गए सिस्टम के लिए हीट एक्सचेंजर को डिजाइन डिजाइन करने के लिए कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह हो सकता है कि मैं परिवहन करना चाहता हूं मान लें कि x मात्रा में गर्मी परिवहन दर है ठीक मान लीजिए कि ऊष्मा परिवहन दर q है जो कि ऊष्मा की वह मात्रा है जिसे मैं परिवहन करना चाहता हूँ सही या सर्वोत्तम डिज़ाइन क्या है जिसे मुझे चुनना चाहिए और मुझे किस प्रकार का हीट एक्सचेंजर चुनना चाहिए और हीट एक्सचेंज का क्षेत्र क्या होना चाहिए प्रवाह दर क्या होनी चाहिए तो इस प्रकार के प्रश्न वास्तव में गर्मी हस्तांतरण को संभालने के मामले में बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम यह देखने जा रहे हैं कि आप इनमें से कुछ मापदंडों को कैसे डिजाइन या प्राप्त करते हैं हम उन सभी को नहीं देखेंगे आप इनमें से बहुत कुछ देखेंगे जब आप वास्तव में अपने सातवें या आठवें सेमेस्टर में प्रक्रिया उपकरण डिजाइन को देखेंगे जहां इन सभी को एक बार फिर से एक साथ रखा जाएगा और आप हीट एक्सचेंजर के यांत्रिक डिजाइन के बारे में अधिक विवरण देखेंगे इसलिए हम यांत्रिक डिजाइन को नहीं देखेंगे लेकिन हम मुख्य रूप से ताप परिवहन के क्षेत्र को देखेंगे ताप विनिमायकों के आधार पर तापमान इनलेट और आउटलेट तापमान का आकलन करेंगे जैसे आपके पास एक प्रश्न हो सकता है कि ठीक है यहाँ मेरा तरल पदार्थ है जो एक निश्चित तापमान पर हीट एक्सचेंजर में प्रवेश कर रहा है और यहाँ हीट एक्सचेंजर का क्षेत्र है और मैं जानना चाहता हूँ कि आउटलेट का तापमान क्या होना चाहिए या आउटलेट क्या होगा तापमान तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम अगले कुछ व्याख्यानों में देने का प्रयास करेंगे और मैं आपको विभिन्न तरीके दिखाऊंगा जिनका उपयोग इन मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है तो डबल पाइप आप सभी ने बहुत सरल देखा है हमारे पास सिर्फ दो पाइप हैं तो हमारे पास एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है और आपके पास एक तरल पदार्थ हो सकता है हम कहते हैं कि मैं इसे द्रव 1 कहता हूं जो अंदर की ट्यूब से बह रहा है और मेरे पास एक और तरल पदार्थ हो सकता है द्रव 2 जो बाहरी ट्यूब से बह रहा है ठीक है और सब एच मैं गर्म तरल पदार्थ को संदर्भित करने के लिए सबस्क्रिप्ट एच का उपयोग करता हूं और ठंडे तरल पदार्थ को संदर्भित करने के लिए सबस्क्रिप्ट सी का उपयोग करता हूं तो मान लेते हैं कि जो तरल पदार्थ अंदर की नली में जा रहा है वह गर्म तरल है और जो द्रव संकेंद्रित वृत्तों के बीच से होकर जा रहा है वह संकेंद्रित सिलेंडर ठंडा द्रव है ठीक है तो आप उम्मीद करते हैं कि अंदर से बाहर तक गर्मी का परिवहन होता है तो अब हमारे पास एक समान हो सकता हैइसलिए इसे सह धारा संचालन कहा जाता है जहां दोनों धाराएं वास्तव में एक ही दिशा में बह रही हैं वे एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं इसे कभी कभी समानांतर प्रवाह ताप विनिमायक भी कहा जाता है समानांतर प्रवाह और सह धारा प्रवाह इन सभी का मतलब एक ही है ठीक है अब आपके पास एक और स्थिति थी एक और स्थिति थी जहां इसे काउंटर फ्लो काउंटर करंट फ्लो कहा जाता है ओके जहां आपने हमें द्रव 1 कहा है जो अंदर की ट्यूब से बह रहा है और यह एक गर्म तरल है अब आपके पास द्रव 2 है जो वास्तव में पहले तरल पदार्थ के लिए वर्तमान में काउंटर बह रहा है ठीक है तो वे वास्तव में एक दूसरे के लिए काउंटर करंट प्रवाहित कर रहे हैं और इस तरह के डिजाइन के कुछ फायदे हैं और हम यह देखने जा रहे हैं कि वे फायदे क्या हैं और यह दूसरे पर फायदे क्यों हैं तो लैब में आपका एक प्रयोग समानांतर प्रवाह का है अगर मैं सही हूं तो दूसरा एक काउंटर फ्लो है मुझे नहीं पता कि कौन सा समानांतर प्रवाह पटलीय प्रवाह या अशांत ठीक है तो पटलीय प्रवाह का प्रवाह हमारा समानांतर प्रवाह है और अशांत प्रवाह आपके प्रयोगशाला प्रयोग में एक काउंटर प्रवाह है ठीक है तो अब हम दूसरे पर नजर डालते हैं जो कि कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है एक विशिष्ट कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर आप में से अधिकांश ने शायद अपने में देखा होगा यदि आपने देखा है कि आपके पास एक कार है या यदि आपने देखा है तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो रेडिएटर हैं वे कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स का भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं जहां आपके पास एकमात्र अंतर है वहां आपके पास दो तरल पदार्थ नहीं हैं जहां गर्मी विनिमय हो रहा है यह केवल एक तरल पदार्थ है जो गर्मी को अंदर से बाहर तक ले जा रहा है जो अंदर से बाहर की ओर ले जा रहा है लेकिन कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंज उद्योग में आपके पास क्या हो सकता हैआपके पास ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आपके पास एक तरल पदार्थ हो जो इस सरणी के छिद्रों से बह रहा हो ठीक है एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहे हैं और आपके पास एक और तरल पदार्थ हो सकता है जो वास्तव में दूसरे मैट्रिक्स के माध्यम से बह रहा है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे एक दूसरे के साथ मिश्रण नहीं कर रहे हैं याद रखें कि यह हैइसलिए आपको याद रखना चाहिए कि यह एक त्रि आयामी सरणी है यह द्वि आयामी सरणी नहीं है तो आपके पास एक तीन आयामी सरणी है और फिर आप सुनिश्चित करते हैं कि ट्यूब इस तरह से संरेखित हैं कि ये भूखंड इस तरह से संरेखित हैं कि तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिश्रण नहीं करते हैं यह एक मोनोलिथ की तरह है कि आप में से कितने लोगों ने एक मोनोलिथ देखा है तो यह मोनोलिथ के झरने की तरह होगा जहां आपकी इच्छा होगीयह एक त्रि आयामी वस्तु है जहां आपके पास ये स्लॉट होंगे जो अंदर जा रहे हैं और आपके पास दो संभावनाएं हो सकती हैंजहां आपके पास सरल समानांतर चैनल हैंआपके पास समानांतर चैनल होंगे ठीक है जहां तरल पदार्थ जैसा है शायद उसी के शीर्ष दृश्य को स्केच करने का प्रयास करें तो आपके पास इस तरह के स्लॉट हो सकते हैं ठीक तो यह शीर्ष दृश्य है तो आपके पास एक द्रव है जो यहां इन स्लॉट्स से गुजर रहा है इसलिए यदि मैं एक साइड व्यू बनाऊं तो आपके पास इस तरह के तटस्थ स्लॉट होंगे ठीक है तो आपके पास एक और तरल पदार्थ हो सकता है तो यह पार्श्व दृश्य है और यह शीर्ष दृश्य है ठीक है तो आपके पास एक तरल पदार्थ है जो इन ट्यूबों के माध्यम से बह रहा है एक और बहने वाला तरल पदार्थ जो बह रहा है जो वास्तव में दूसरी तरफ बह रहा है और इसका कारण यह है कि आपके पास ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आप इनमें से कई स्लॉट को छोटे से व्यवस्थित करते हैं एक और उन सभी को एक साथ करते हैं तो इस तरह औरतो एक संभावना यह है कि आपके पास इस तरह के समानांतर चैनल हो सकते हैं या आपके पास एक क्रॉस फ्लो चैनल भी हो सकता है आपके पास क्रॉस फ्लो चैनल हीट एक्सचेंजर्स हो सकते हैं तो द्रव के गुणों प्रवाह गुणों या गति परिवहन के आधार पर आप कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर विभिन्न प्रकार के कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास वाष्प धारा है तो आप दो गैस गैस धाराओं या दो वाष्प धाराओं के बीच गर्मी का आदान प्रदान कर रहे हैं तो आपको वास्तव में उस दबाव ड्रॉप की आवश्यकता नहीं है जिसे आप जानते हैं कि वास्तव में इसे इतना पंप करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर के अंदर वाष्प स्ट्रीम या गैस स्ट्रीम को पंप करने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह इस ट्यूब के माध्यम से तरल पदार्थ या तरल को पंप करने की तुलना में काफी कम होती है तो यह वास्तव में गैस धाराओं के बीच गर्मी विनिमय के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है और यह उद्योग में बहुत ही सामान्य रूप से पाया जाता है यह उद्योग में पाया जाता है ठीक तो वह कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है यह कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर है